आप जानते हैं मैंने उल्लेख किया है कि फ्रैक्चर यांत्रिकी में पदार्थ परीक्षण में भी पदार्थ को अपररूपता संबोधित किया जाता है और मैंने पहले ही दिखाया था कि प्लेट भण्डार से एक नमूना कैसे चुनें विचार इस बात पर जोर देने के लिए है कि आप देखते हैं कैसे गुण L T और S दिशाओं के साथ बदलते हैं तो आप दरारें के साथ विभिन्न अभिविन्यास के नमूने लेते हैं और उचित रूप से फ्रैक्चर की टफनेस का पता लगाते हैं तो आपको यह जानना होगा कि क्या यह एक टीएल टीएस एलटी एलएस एसटी या एसएल है वास्तव में मैंने आपको केवल पहले दो ड्रॉ करने के लिए कहा था बाकी तालिका से भरें मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा विशेष रूप से जब आपके पास एक सतह दरार होती है तो गुण भिन्नता जो कि L T और S दिशा का एक फ़ंक्शन है यह प्रभावित कर सकती है कि भाग में शुरू से अंत तक दरार कैसे फैल सकती है और आपको यह ध्यान रखना होगा कि एसटी दिशा के लिए टफनेस का मान एलटी दिशा की तुलना में 30 से 60 प्रतिशत कम हो सकता है तो एक भाग में शुरू से अंत तक दरार के मामले में यदि आप इन विविधताओं को नहीं जानते हैं तो इजाफे की गलत भविष्यवाणी की जा सकती है वास्तव में हमने यह भी देखा था कि फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण के संबंध में अन्य प्रासंगिक मानक क्या हैं चयनित पदार्थों के लिए फ्रैक्चरटफनेसका मान अब हम क्या करेंगे हम फ्रैक्चर टफनेस के नमूना मूल्यों को भी देखेंगे और हम सिर्फ तीन नमूनों के लिए लिख सकते हैं मेरे पास पदार्थ है और यह विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा पदार्थ प्राप्त की जाती है और आपके पास यील्ड प्रतिबल एमपीए में है और हमारे पास प्रतिबल तीव्रता कारक एमपीए मूल मीटर के रूप में है इसलिए यदि आप देखें तो हम वास्तव में बहुत उच्च शक्ति वाले मिश्र धातुओं की बात कर रहे हैं आप देखते हैं कि 1280 से सूची परिवर्तन यील्ड ताकत एमपीए का न्यूनतम मूल्य है और यह इस पृष्ठ में कम से कम 1785 तक जाता है इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के लिए इस्पात 4340 के लिए यील्ड ताकत 1495 से 1640 एमपीए है और केआईसी को 50 से 63 एमपीए मूल मीटर दिया गया है मारऐजिंग इस्पात भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आप दूसरे इस्पात के लिए लिख सकते हैं जब यील्ड ताकत 1785 एमपीए होती है उस इस्पात के लिए केआईसी 88 से 97 एमपीए मूल मीटर निर्धारित किया जाता है यह आपको एक अनुमान देता है आप वास्तव में उच्च ताकत वाले मिश्र की बात कर रहे हैं और इस्पात के मामले में फ्रैक्चर टफनेस की विशिष्ट भिन्नता क्या है और इस स्लाइड में आपके पास एल्यूमीनियम है और हम फिर से इनमें से दो मिश्र धातुओं को देखेंगे और यहां फिर से आपको लगता है न्यूनतम यील्ड ताकत कुछ 345 एमपीए जैसी है आप इसके नीचे किसी भी पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं और 2014 एल्यूमीनियम के लिए यील्ड ताकत 435 से 470 एमपीए के बीच है फ्रैक्चर टफनेस इस्पात की तुलना में बहुत कम है आपके पास यह केवल 23 से 27 एमपीए मूल मीटर तक है ऐसा ज्ञान का आधार आपको जो ध्यान में रखना चाहिए वह यह है कि एल्युमीनियम की तुलना में इस्पात के लिए फ्रैक्चरटफनेस काफी अधिक है जिसे हमने ग्राफिक रूप से पहले भी देखा था तो आप एल्यूमीनियम की एक और श्रेणी लेते हैं यदि आप 2020 को देखते हैं जिसमें यील्ड ताकत का उच्चतम मूल्य 525 से 540 है तो फ्रैक्चर टफनेस में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है यह 22 से 27 एमपीए मूल मीटर है पदार्थ की प्रत्येक श्रेणी के लिए आपको फ्रैक्चर की टफनेस का पता लगाना होगा यील्डकी ताकत और फ्रैक्चर टफनेस मूल्य से कोई संबंध नहीं है यदि यील्ड की ताकत बढ़ती है तो यह आवश्यक नहीं है फ्रैक्चर टफनेस मूल्य भी बढ़ता है ये दो स्वतंत्र मापदंड हैं वास्तव में यह पदार्थ वैज्ञानिकों को ऐसी पदार्थ विकसित करने के लिए दिया जाता है जिसमें यील्डकी ताकत के साथ साथ उच्च मूल्य की टफनेस भी होती है यह उनके लिए एक चुनौती है और वे इस पर काम करते रहते हैं और आकर्षक पदार्थ विकसित करते हैं समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण इसे देखने के बाद हम समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण पर जाएंगे हमने पहले भी समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस देखी है समतल स्ट्रेन के मामले में हमने मानक नमूने देखे थे फ्रैक्चर की टफनेस का मूल्यांकन करने के लिए आपके पास एक मानकीकृत प्रक्रिया है दूसरी ओर समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण के लिए अभी तक कोई मानक नमूने प्रस्तावित नहीं किए गए हैं तो यह अंतर है और लोग क्या करते हैं आपको ध्यान देना है समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले सघन तनाव नमूना और अन्य ऐसे नमूने समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं हैं तो लोग केंद्र दरार पट्टी का उपयोग करते हैं और एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू हमने देखा था कि समतल में स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस आपको एक प्राकृतिक दरार विकसित करनी होगी केवल एक प्राकृतिक दरार के साथ आप परीक्षण कर सकते हैं वह बड़ा सर्कस था आपने शेवरॉन निशान को देखा था आपने यह भी देखा क्यों शेवरॉन निशान का उपयोग किया गया था दरार के मूल और समतल पर इसका नियंत्रण होना है जो कि आप के लिए एक सुविधापूर्ण नमूना है तब आपके पास फ़ैटिग् पूर्व दरार प्रतिबंध और इतने पर और आगे भी था तो समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण के मामले में छूट में से एक है एक आरे की चोट का काट पर्याप्त है और समतल प्रतिबल परीक्षण में बहुत अलग क्या है आप हमेशा एक स्थिर फ्रैक्चर होगा जिसके बाद एक आपातपूर्ण विफलता होगी तो क्या होता है अगर आपके पास एक आरे की चोट है तो स्थिर फ्रैक्चर के कारण यह वास्तविक दरार में बदल जाता है समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस के मामले में आपको फ़ैटिग् भार करके एक प्राकृतिक दरार विकसित करना होगा समतल प्रतिबल परीक्षण के मामले में ऐसी आवश्यकता नहीं है एक आरे की चोट का काट पर्याप्त है लेकिन सिफारिशें भी हैं आरे की चोट का काट कितनी पतली होनी चाहिए मूल त्रिज्या क्या होनी चाहिए इत्यादि इत्यादि तो अंतर यह है कि समतल प्रतिबल के नमूनों में फ़ैटिग् दरार नहीं होनी चाहिए लेकिन इससे एक और मुश्किल भी सामने आती है आपके पास आरे की चोट है जो स्थिर फ्रैक्चर द्वारा दरार में बदल जाता है और फिर आपातपूर्ण विफलता का अनुसरण करता है तो समतल प्रतिबल परीक्षण में कठिनाइयों में से एक है टूटी हुई लंबाई का पता लगाना जो कि बहुत मुश्किल होता है जिस पर फ्रैक्चर होता है उसमें त्रुटियां हो सकती हैं इसलिए लोगों ने यह भी बताया है कि इसे कैसे संभाला जा सकता है हम उन्हें भी देखेंगे तो यहां आवश्यकताओं में से एक है आपको धीमी दरार वृद्धि की आवश्यकता है यदि ऐसा नहीं होता है तो यह एक संकेत है कि आरे की चोट का काट का उपयोग किया जाता है जो वांछनीय नहीं है तो किसी भी समतल प्रतिबल परीक्षण में आपके पास एक स्थिर फ्रैक्चर होना चाहिए जिसके बाद आपातपूर्ण विफलता होती है संकेत है आरे की चोट का काट को देखा जाना चाहिए यदि देखा गया आरे की चोट का काट वांछनीय आयाम का है तो आप हमेशा एक स्थिर फ्रैक्चर देखेंगे जिसके बाद विनाशकारी विफलता होगी तो समस्या में से एक है कम धार वाली दरार की नोक है यदि आपके पास एक आरे की चोट का काट है जो प्लास्टिक विरूपण के कारण काफी चौड़ा है और आप समतल प्रतिबल की स्थिति के बारे में जानते हैं तो आपके पास एक बड़ा प्लास्टिक क्षेत्र होगा दरार नोक कम धार वाली हो सकती है तो उस मामले में भी आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि तेज दरारें उत्पन्न हों देखें यदि आप फोटोलेस्टिक प्रयोग में जाते हैं तो हम बस आरे की चोट का काट लेंगे और फिर इसे करेंगे हम कहेंगे कि आप कटर की मोटाई को जितना संभव हो उतना पतला लें यह 01 मिलीमीटर या उससे कम के क्रम का हो सकता है और फिर एक पतला टुकड़ा बना सकते हैं जब आप स्थिर फ्रैक्चर के कारण समतल प्रतिबल परीक्षण के लिए जाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से एक प्राकृतिक दरार प्राप्त करते हैं लेकिन लोगों को प्रायोगिक रूप से क्या प्राप्त होता है आपको एक छोटे से त्रिज्या की आवश्यकता होती है जो पदार्थ द्वारा निर्धारित होती है इसलिए यदि आप एक स्थिर दरार वृद्धि नहीं पाते हैं तो आपको यह जांचना होगा कि आप प्रारंभिक दरार को कैसे सुधार सकते हैं तो क्या मनाया जाता है H 11 इस्पात के मामले में 20 माइक्रोन मूल त्रिज्या है यह कहने के लिए पर्याप्त है कि दरार कम धार है हमने कहा है कम धार नहीं होनी चाहिए आपको एक तेज दरार की आवश्यकता है और आपकी एक परिभाषा है जिसे कम धार माना जाता है यदि आपके पास 20 माइक्रोन मूल त्रिज्या है तो दरार की कम धार है जो वांछनीय नहीं है इसलिए आपको बहुत महीन कटे हुए चीरा के लिए जाना चाहिए हालांकि देखा गया आरे की चोट का काट पर्याप्त है यह कितना महीन है पदार्थ पर निर्भर करता है आप इसे परीक्षण और त्रुटि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और यह भी बताता है कि अनुमेय कम धार को प्रयोगात्मक रूप से स्थापित करने की आवश्यकता है और आपके पास कुछ आवरण मानदंड हैं दरार की लंबाई चौड़ाई के एक तिहाई से कम होनी चाहिए 2a w3 से कम है और मैंने पहले ही उल्लेख किया था जिस क्षण आप प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण के लिए आते हैं पट्टी की चौड़ाई भी मायने रखती है और यहां आपके पास एक आवरण मानदंड है जो कहता है कि 2a w3 से कम होना चाहिए और जो भी फ्रैक्चर ताकत आपको प्राप्त होती है वह यील्ड ताकत से 23 गुना कम होनी चाहिए सिग्मा ys यह केवल एक आवरण मानदंड है एंटी बकलिंग सूचना पुस्तक और यह एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है मेरे पास एक पतली पट्टी है और मेरे पास एक दरार है और स्लाइड का शीर्षक कहता है यह एंटी बकलिंग सूचना पुस्तक है मैं एनीमेशन दोहराऊंगा आप देख सकते हैं जब भार लागू होते हैं तो दरार के पास का क्षेत्र बकल होता है क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है मैं केवल एक तनाव को लागू कर रहा हूं दरार के आसपास के क्षेत्र में बकलिंग क्यों होती है आप जानते हैं आपको एक छेद के साथ प्लेट के अपने परिणाम पर वापस जाना होगा और हम देखते हैं जो हमने देखा उसका परिणाम क्या है मेरे पास एक छेद वाली प्लेट है और छेद का दायरा बड़ा है यह एकाक्षीय भारण के अधीन है मुझे प्रस्ताव करने दो इस पर प्रतिबल की भिन्नता क्या है और यदि आप प्रतिबल की भिन्नता को देखते हैं तो आप पाते हैं कि इन दोनों सिरों पर 3 गुना सिग्मा दूर क्षेत्र का मान प्राप्त करता है क्योंकि भार क्षैतिज रूप से लगाया जाता है आप सभी जानते हैं कि प्रतिबल संकेंद्रण कारक 3 है X अक्ष के साथ क्या महत्वपूर्ण परिणाम है इस स्थान पर यह सुदूर क्षेत्र के प्रतिबल के माइनस तक पहुंचता है इसलिए आपके पास यहां एक संपीड़न है और यहां एक तनाव है जो आसानी से अपने अभिव्यक्ति में सिग्मा थीटा थीटा के बराबर सिग्मा x x गुणा 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा प्राप्त है इसलिए यदि आप थीटा को 0 के बराबर रखते हैं तो आपको यह सिग्मा थीटा संपीड़ित के रूप में मिलता है देखिए यह मैंने वही कहा है जब आपके पास ज्यामितीय अंतराल होता है यह निश्चित रूप से प्रतिबल संकेंद्रण का उत्पादन करता है अन्य अवलोकन है ज्यामितीय अंतराल के आसपास के क्षेत्र में द्विअक्षीय प्रतिबल क्षेत्र के लिए एक अक्षीय प्रतिबल क्षेत्र में परिवर्तन होता है और जब आप वास्तव में प्रतिबल क्षेत्र की जांच करते हैं तो आपको आश्चर्य भी होता है जब मैं तनाव को लागू करता हूं तो वहाँ संपीड़न प्रतिबल भी होता है जिसे छेद की सीमा पर विकसित किया जा सकता है एक दरार के मामले में ऐसा ही कुछ होता है इसलिए जब आप भार लागू करते हैं तो संपीड़ित प्रतिबल के कारण विकसित होता है और चूंकि आप एक पतली पट्टी रखते हैं पट्टी का बकलिंग संभव है आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या यह बकलिंग वांछनीय है या नहीं जब आप परीक्षण करते हैं तो क्या मुझे जगह लेने के लिए बकलिंग करनी चाहिए या क्या मुझे बकलिंग को रोकने या बकलिंग की अनुमति वाले मूल्यों का पता लगाना चाहिए तो यह एक बहस का मुद्दा है हम देखेंगे कि लोगों ने कैसे किया है तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि पतले पट्टी में भार बढ़ने पर दरार बकलिंग हो सकती है वास्तविक संरचनाओं में बकलिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है तो लोग क्या कहते हैं बकलिंग सूचना पुस्तक के बिना परीक्षण परिणाम कभी कभी पसंद किए जाते हैं फिर भी आप इस आरेख को बनाते हैं जहां आपके पास यह है विशेष सूचना पुस्तक प्रदान किए जाते हैं जो पट्टी को बकलिंग से रोकेंगे जब भार लागू होते हैं बकलिंग को रोकने के लिए ये सूचना पुस्तक हैं उन्हें एंटी बकलिंग सूचना पुस्तक के रूप में जाना जाता है तो एक सिफारिश है एंटी बकलिंग सूचना पुस्तक के साथ परीक्षण करें अन्य सिफारिश यह है कि एक वास्तविक संरचना में जब आप पतले पट्टी वाले होते हैं तो हो सकता है कि आपको हमेशा वहाँ बकल को रोकने का प्रावधान न हो इसलिए इस तरह का परीक्षण किया जाना अधिक विवेकपूर्ण होगा ताकि बकलिंग का प्रभाव आपके परीक्षण परिणामों में प्रभावित हो तो यह एक बहस का मुद्दा है और एक और सिफारिश है आपको हमेशा भार करके एक दरार विकसित करना होगा हमने जो देखा है जब आप भार बढ़ाते हैं तो आपके पास एक स्थिर फ्रैक्चर होगा अस्थिर फ्रैक्चर के बाद और वास्तव में लोग इस समतल प्रतिबल परीक्षण का एक वीडियो अंकित बनाते हैं और उन्हें निश्चित रूप से देखना होगा अस्थिर फ्रैक्चर के बाद एक स्थिर फ्रैक्चर होगा इस तरह से लोग परिणामों को धीरे धीरे प्राप्त करते हैं आप अनिवार्य रूप से क्या कर रहे हैं आप एक अक्षीय भारण को लागू कर रहे हैं आप पता लगाने जा रहे हैं कौन से भार पर पूरे पट्टी में एक आपातपूर्ण विफलता है तो यहाँ क्या सिफारिश की गई है आरी के द्वारा दरार की लंबाई ना बढ़ाएं और उसके बाद पता करें कि महत्वपूर्ण दरार लंबाई क्या होगी जो एक वांछनीय अभ्यास नहीं है पट्टी की चौड़ाई का प्रभाव आपको हमेशा भार करके ही दरार बढ़ाना चाहिए यदि आप इसे इस तरह करते हैं तो परिणाम ठीक होगा दूसरी ओर अगर हम चीर करके इसे बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण दरार की लंबाई और महत्वपूर्ण प्रतिबल का पता लगाते तो इससे महत्वपूर्ण दरार की लंबाई क्या होती है इसका अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि हम देखने जा रहे हैं एक प्रारंभिक दरार लंबाई होने जा रही है एक स्थिर दरार वृद्धि विशेषता है अस्थिर असफलता के बाद जिसे हमने R वक्र की मदद से लंबे समय पहले समतल प्रतिबल की स्थिति पर चर्चा करते हुए भी देखा था हम फिर से उस पर एक नजर डालेंगे और आपको जो भी ध्यान देना होगा वह केवल एक विशेष पट्टी की चौड़ाई के लिए या उससे परे है जो भी गुण आपको महत्वपूर्ण प्रतिबल तीव्रता कारक के रूप में मिलती है वह स्थिर हो जाती है मैं चाहूंगा कि आप इसका एक साफ रेखाचित्र बनाएं तो आपके पास एक ग्राफ है X अक्ष पर पट्टी की चौड़ाई का उल्लेख किया गया है Y अक्ष पर आपके पास फ्रैक्चर टफनेस है और जो आप पाते हैं यदि पट्टी की चौड़ाई एक विशेष चौड़ाई से अधिक बढ़ जाती है तो केआईसी का मूल्य स्थिर रहता है तो यहाँ बिंदु है समतल प्रतिबल में पट्टी की चौड़ाई की भूमिका है यदि गणना किए गए मूल्य को एक पदार्थ गुण की तरह व्यवहार करना है तो एक विशेष चौड़ाई की आवश्यकता है तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि दी गई मोटाई के लिए न्यूनतम पट्टी चौड़ाई होनी चाहिए देखें परीक्षण समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस के साथ साथ समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस में शामिल है इन सभी मामलों में आप सभी मापदंडों को लाते हैं इस प्रकार का संपूर्ण परीक्षण आप अन्य इंजीनियरिंग प्रथाओं में नहीं देखते हैं इसलिए आपको इन परिणामों का उपयोग करने पर महत्व देना होगा स्थिर फ्रैक्चर के बाद आपातपूर्ण फ्रैक्चर आइए हम वापस जाएं और देखें और समझें और पुनर्कथन करें कि पतले पट्टी में स्थिर फ्रैक्चर कैसे होता है और मुझे आशा है कि आपको यह याद होगा इस पाठ्यक्रम के प्रारंभिक अंश में चर्चा की गई थी तो बाएं हाथ की तरफ आपके पास प्रारंभिक दरार की लंबाई है दाहिने हाथ की तरफ आपके पास दरार की वृद्धि है डेल्टा a दिया जाता है Y अक्ष पर आप ऊर्जाओं को प्लॉट करते हैं G के साथ साथ R और आपको इस आकृति में R वक्र मिलता है क्योंकि R वक्र इस तरह से खड़ी होती है जब आपके पास सिग्मा 1 के रूप में एक प्रतिबल होता है और संबंधित ऊर्जा प्रदर्शन दर G1 है जो प्रतिरोध से कम है तो दरार का प्रसार नहीं होगा लेकिन जिस क्षण मैं सिग्मा 2 पर पहुंचता हूं जहां G 2 इस बिंदु पर R के बराबर होता है जब भार थोड़ा बढ़ जाता है तो आपके पास एक स्थिर फ्रैक्चर होगा यदि भार को रोक दिया जाता है तो दरार भी बंद हो जाएगी यदि मैं भार को बढ़ाता रहता हूं तो कुछ समय बाद आपको अस्थिर फ्रैक्चर होगा हमने इसे पहले देखा था लेकिन अब बेहतर समझ के साथ आप इस पहलू की सराहना कर पाएंगे इसलिए जब लागू प्रतिबल का मूल्य महत्वपूर्ण मूल्य सिग्मा C तक पहुंचता है और इसी ऊर्जा प्रदर्शन की दर Gc होती है तो रेखा R वक्र के लिए स्पर्शरेखा बन जाती है तो यहाँ बिंदु से जो सिग्मा 2 से सिग्मा C द्वारा निर्धारित होता है आपके पास डेल्टा a1 के बराबर वृद्धिशील लंबाई का एक स्थिर फ्रैक्चर होगा तो यह वह जगह है जहाँ सवाल आता है किसी भी पट्टी के लिए आपको यह जानना होगा कि फ्रैक्चर की प्रतिबल क्या है और महत्वपूर्ण दरार की लंबाई क्या है सवाल यह है कि क्या आप a1 को महत्वपूर्ण दरार लंबाई के रूप में वर्णन करेंगे या a1 प्लस डेल्टा a1 को नाजुक दरार लंबाई के रूप में यदि आपने सूक्ष्म मुद्दों को नहीं देखा है तो आप बस a1 प्लस डेल्टा a1 को एक महत्वपूर्ण दरार की लंबाई के रूप में कहेंगे जो गलत है महत्वपूर्ण दरार लंबाई के रूप में आपके पास 1 प्लस डेल्टा 1 नहीं हो सकता है आदर्श रूप से a1 वह दरार है जो आपके पास है फ्रैक्चर प्रक्रिया के कारण यह a1 से डेल्टा a1 तक बढ़ा है यह फ़ैटिग् या प्रतिबल जंग या इसके किसी एक की तरह वृद्धि तंत्र नहीं है आपके पास एक स्थिर फ्रैक्चर है जिसके बाद अस्थिर फ्रैक्चर होता है और आप जानते हैं लोग कहते हैं कि शुरुआती दिनों में फ्रैक्चर साहित्य में कई भ्रम थे और हमने यह भी देखा है कि अब हमने जो भी अवलोकन किया है उसे दो स्थितियों के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है जो कि आपत्तिजनक विफलता के लिए आवश्यक और पर्याप्त हैं G R के बराबर होना चाहिए यह आवश्यक शर्त है और पर्याप्त स्थिति यह है डॉवGडॉव के बराबर डॉवRडॉव a विभाजित किया जाता है तो कि जब यह एक स्पर्शरेखा बन जाता है तो संतुष्ट है और मुद्दा यह है कि आप साहित्य में क्या देख रहे हैं सिग्मा C दरार की लंबाई a1 प्लस डेल्टा a1 में फ्रैक्चर प्रतिबल नहीं है लेकिन यह a1 के लिए है इसलिए लोग एक और वैकल्पिक शब्दावली के साथ सामने आए हैं यदि आप देखें तो केआईसी क्या हैं तो आप कहेंगे कि बीटा परिमित ज्यामिति के लिए आपका कारक है जो कि w और इतने पर और इसके बाद का फ़ंक्शन होगा सिग्मा c मूल से pi a c जिसे हम आदी हैं इसका मतलब है आपको यह देना होगा कि महत्वपूर्ण दरार लंबाई a c क्या है आप इसे ठीक से माप भी नहीं सकते हैं तो लोग स्पष्ट रूप से टफनेस के साथ बाहर आए जो कि K1e है जिसे सिग्मा c वर्ग मूल के pi a1 के रूप दिया गया है हम इसे ग्राफिक रूप से देखेंगे एक बार जब आप ग्राफ को देखते हैं तो आप इस वैकल्पिक परिभाषा की सराहना कर पाएंगे तो पतले पट्टी में आपके पास हमेशा एक स्थिर फ्रैक्चर होगा जिसके बाद अस्थिर फ्रैक्चर होगा जैसा कि मैंने उल्लेख किया है समतल प्रतिबल में खंडित नमूने से महत्वपूर्ण दरार की लंबाई का मापन मुश्किल है ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मूल दरार की लंबाई और स्थिर फ्रैक्चर के दौरान चरण अनुकरण के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे आपको माप में कुछ कठिनाई होगी तो यह पता लगाना मुश्किल है KIC बराबर बीटा सिग्मा c गुणा वर्ग मूल में pi a c है इसलिए लोगों ने वैकल्पिक परिभाषा की सिफारिश की है जहाँ आपके पास K1e बराबर है बीटा सिग्मा c वर्गमूल pi a1 के यह स्पष्ट टफनेस के रूप में जाना जाता है तो आप साहित्य में पाएंगे कि किस दरार में टफनेसशुरू होती है वह कौन सी टफनेस है जिस पर उसे आपातपूर्ण असफलता मिली है और स्पष्ट टफनेस क्या है तो आपके पास सभी तीन परिभाषाएं हैं यहाँ हम देखते हैं कि दरार का मूल्य क्या है जिसमें दरार का आपातपूर्ण मूल्य है और यह एक स्पष्ट टफनेस है आपके पास एक दूसरा भी है जहां आपको हमारे आकृति के अनुसार सिग्मा 1 या सिग्मा 2 के रूप में प्रतिबल है और आपके पास यह pi a1 के रूप में है अवशिष्ट ताकत आरेख यह प्रारंभिक फ्रैक्चर टफनेस होगी और एक और महत्वपूर्ण अवधारणा जिसे आपको यहां सीखने की आवश्यकता है वह दरार की उपस्थिति में अवशिष्ट प्रतिबल क्या है क्योंकि एयरोस्पेस संरचनाओं में पतले पट्टी का उपयोग किया जाता है फ्रैक्चर यांत्रिकी का विचार है क्या मेरा डिज़ाइन सुरक्षित है अगर मेरे पास एक दरार है तो अवशिष्ट प्रतिबल क्या है जो मैं इससे अनुमान लगा सकता हूं और आपके पास यहां क्या है दरार की लंबाई और प्रतिबल के बीच एक ग्राफ इसलिए जैसा कि दरार की लंबाई बढ़ जाती है मैं जो प्रतिबल लागू कर सकता हूं वह छोटा और छोटा होगा जब दरार की लंबाई बहुत छोटी होती है तो आप बहुत बड़े प्रतिबल को लागू कर सकते हैं वास्तव में यह अनंत नहीं हो सकता है जैसा कि दिखाया गया है यह आपके डिज़ाइन की ताकत या पदार्थ की कम से कम यील्ड ताकत द्वारा सीमित होगा क्योंकि यह एक पतला पट्टी है इसलिए आपके पास ट्रेसकाTresca's यील्ड मानदंड मान्य होंगे इस तरह हम सुधारेंगे और देखेंगे यह आम तौर पर टफनेस के मूल्य से देता है कि ये अवशिष्ट ताकत आरेख कैसे दिखाई देंगे टफनेस के कम मूल्य के लिए आपके द्वारा लागू किया जाने वाला प्रतिबल कम होगा टफनेस के उच्च मूल्य के लिए जो प्रतिबल आप लागू कर सकते हैं वह अधिक हो सकता है और आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए परिमित पट्टी में शुद्ध अनुअंश की यील्ड से असफलता भी हो सकती है यदि दरार की लंबाई पर्याप्त रूप से लंबी है और आपके पास शुद्ध खंड है जो भार के एक विशेष संयोजन के लिए पर्याप्त है तो फ्रैक्चर से अधिक यह प्लास्टिक का विफलता होगा जो यह तय करेगा कि पट्टी कैसे विफल होगा अब हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि हम प्रत्यक्ष टफनेस की सराहना कैसे कर सकते हैं देखें हमने देखा है कि एक अवशिष्ट ताकत आरेख सामान्य रूप से कैसा दिखाई देगा इसलिए मेरे पास दरार की लंबाई के बीच एक ग्राफ है और यहां पर प्रतिबल है और आपके पास कुछ इस तरह से एक ग्राफ हो सकता है मान लीजिए लंबाई 2 a की दरार के लिए बता दें कि 2a1 है प्रतिबल के एक विशेष मूल्य पर आपके पास दरार प्रारंभ होता है और क्या होगा आपके पास इस तरह का एक और ग्राफ हो सकता है दरार इस तरह फैलती है और प्रतिबल के इस मूल्य पर जो सिग्मा C है आपको एक आपातपूर्ण विफलता होगी एक बार जब दरार की लंबाई बढ़ जाती है और इस रेखा को छूती है तो आपको एक आपातपूर्ण विफलता मिलेगी और यहाँ दरार प्रारंभ होता है और इस ग्राफ से हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं हम प्रत्यक्ष टफनेस की अवधारणा को विकसित करना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से टफनेस के लिए हम जो करने जा रहे हैं हमारे पास यह प्रतिबल होगा यह रेखा झुकी हुई है इसलिए मैं इसे क्षैतिज रूप में लिखूंगा मेरे पास यह होगा और मैं इस बिंदु को चिह्नित करूंगा 2a1 की दरार की लंबाई के लिए मेरे पास इस प्रयोग से एक बिंदु है जो स्पष्ट टफनेस देगा इसी तरह मैं इसे सभी बिंदुओं के लिए कर सकता हूं उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास एक लंबी दरार है शुरू करने के लिए मेरे पास 2a1 दरार की लंबाई है मान लीजिए मेरे पास एक लंबी दरार है दरार प्रारंभ एक छोटे मूल्य के प्रतिबल पर होगी और आप यह भी पाएंगे कि यह लंबी दूरी तय करेगा और आप पाएंगे कि फ्रैक्चर टफनेस का प्रतिबल इस तरह से है और आप अपनी स्पष्ट टफनेस पर एक और बिंदु का पता लगाने में सक्षम होंगे मान लीजिए मैं उन सभी में शामिल होता हूं मेरे पास Ke के अनुरूप ग्राफ है यह स्पष्ट टफनेस है तो आपके पास यहां क्या है जब आपके पास लंबाई 2a1 की दरार है तो दरार एक विशेष प्रतिबल स्तर पर शुरू होती है इस प्रतिबल के स्तर पर आपातपूर्ण विफलता होती है लेकिन आप इस तरह के बनावट में प्रत्यक्ष टफनेस विकसित करते हैं विफलता प्रतिबल सिग्मा C है लेकिन प्रारंभिक दरार की लंबाई a1 है बाद में हम जो भी चर्चा करने जा रहे हैं आप उसका निर्माण प्रत्यक्ष टफनेस के आधार पर कर सकते हैं या आप प्रारंभिक टफनेस प्रत्यक्ष टफनेस और टफनेस प्रदान करने वाले ग्राफ भी पाएंगे जिस पर आपातपूर्ण विफलता होती है तीनों रेखांकन लोग करते हैं अब यह विचार है हम यह पता लगाना चाहते हैं कि हम इन दो क्षेत्रों में आंकड़े को कैसे संभालते हैं फेडरसन द्वारा दिया गया सरलीकरण है और हम इसे करेंगे एक विशिष्ट टफनेस के लिए इसी तरह का ग्राफ आप इसे अन्य टफनेस मूल्यों के लिए कर सकते हैं और यह फेडरसन द्वारा दिया गया दृष्टिकोण है ध्यान रहे यह एक इंजीनियरिंग दृष्टिकोण है यह क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत व्यावहारिक है हम इसके बारे में कुछ विवरण जानने जा रहे हैं X अक्ष पर आपके पास दरार की लंबाई है और आप चिह्नित पट्टी की चौड़ाई भी देख सकते हैं आपके पास पट्टी की चौड़ाई भी हो सकती है क्योंकि यह अनिवार्य रूप से एक लंबाई माप है Y अक्ष पर आपके पास विफलता प्रतिबल है और मैंने इसे KIC के लिए लिखा है आप इसे प्रारंभिक फ्रैक्चर टफनेस या प्रत्यक्ष फ्रैक्चर टफनेस के लिए भी लिख सकते हैं यह केवल आरेख को भ्रमित करेगा इसलिए मैंने एक आरेख लिया है यह आरेख दिखाता है क्या जब दरार की लंबाई छोटी होती है तो आपके पास प्रतिबल के बहुत बड़े मूल्य हो सकते हैं जो शारीरिक रूप से संभव नहीं है और अगर आप कहते हैं यह छोटी मोटाई का एक पट्टी है तो आपको सिग्मा ys के रूप में अधिकतम प्रतिबल होगा क्योंकि ट्रेसका यील्ड मानदंड वह है जो समतल प्रतिबल की स्थिति के लिए लागू है इसलिए मैं इसे शुरुआत के बिंदु के रूप में ले सकता हूं तो आपको एक स्पर्शरेखा तैयार करना होगा आप ग्राफ़ का निर्माण करें क्योंकि यह चर्चा की जा रही है आपके पास एक प्रारंभिक ग्राफ है जो सिग्मा c बराबर KIC मूल pi a c है अब आप सिग्मा ys से एक स्पर्शरेखा बनाते हैं यह एक विशेष मूल्य पर इसे पूरा करेगा जो आपके विश्लेषणात्मक ज्यामिति से आसानी से निर्धारित किया जा सकता है मैं विवरण में नहीं जा रहा हूँ मैं आपको अंतिम मान देने जा रहा हूं तो इसका मतलब है कि अवशिष्ट ताकत आरेख में एक सीधी रेखा वाला अंश और एक वक्र होगा और आप जानते हैं यह पट्टी की चौड़ाई से परे है मान लीजिए मेरे पट्टी की चौड़ाई इतनी है मेरे अवशिष्ट ताकत आरेख की उपयोगी सीमा क्या है तो सिफारिश है कि पट्टी की चौड़ाई W से एक स्पर्शरेखा खींचें इसलिए पट्टी W की चौड़ाई के लिए अवशिष्ट ताकत आरेख एक सीधी रेखा का हिस्सा एक घुमावदार अंश और दूसरा सीधी रेखा वाला अंश होगा निरंतर मोटाई के पट्टी - फेडर्सन द्वारा इंजीनियरिंग दृष्टिकोण आप जानते हैं यह फेडरसन द्वारा दी गई सिफारिश थी यह एक इंजीनियरिंग दृष्टिकोण है बहुत लोकप्रिय है लोग इसका इस्तेमाल बाएं और दाएं करते हैं और अब जो यहां दिखाया गया है वह दरार की लंबाई के संगत मूल्य क्या हैं जब मैंने सिग्मा ys से एक स्पर्शरेखा लगाई विफलन प्रतिबल सिग्मा c1 होगा यह सिग्मा ys के दो तिहाई के रूप में दिया गया है इसलिए स्क्रीनिंग मानदंड में यही कारण है हमने कहा है कि विफलन प्रतिबल 23 सिग्मा ys या 23 सिग्मा ys से कम होना चाहिए यह 23 सिग्मा ys था उससे कम था तो यह केवल इस क्षेत्र में होना चाहिए इसलिए आप यह बताना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में क्या होता है और यदि आप W से एक स्पर्शरेखा बनाते हैं तो आपके पास यह W3 के बराबर 2a2 समरूपी बिंदु है तो आपके स्क्रीनिंग मानदंड को इस तरह से यहाँ दर्शाया गया है और आपको जो ध्यान में रखना होगा वह है सीधी रेखा के अंशों का कोई पदार्थ आधार नहीं है लेकिन एक इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से उपयोगी हैं आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो इंजीनियरों की अभ्यास कर रहे हैं उन्होंने फ्रैक्चर यांत्रिकी में योगदान दिया है वे कुछ निश्चित नियम और सरलीकरण लाए हैं और उन्होंने फ्रैक्चर यांत्रिकी अवधारणाओं को व्यावहारिक ज्यामिति पर लागू करने के लिए आपके जीवन को सरल बना दिया है तो यह वह तरीका है जो उसने दिया है तो आप पूर्ण वक्र नहीं ले रहे हैं आपके पास एक सीधी रेखा वाला अंश एक वक्र और एक सीधी रेखा वाला अंश होगा इससे आप यह भी पता लगा सकते हैं कि न्यूनतम पट्टी चौड़ाई क्या हो सकती है हम वही देखेंगे मान लीजिए मैं पट्टी की चौड़ाई से स्पर्शरेखा बनाए रखता हूं एक पट्टी की चौड़ाई पर जो आप पाएंगे वह है आपके पास केवल एक सीधी रेखा होगी कोई भी घुमावदार हिस्सा नहीं होगा तो यह तय करता है न्यूनतम पट्टी चौड़ाई का मूल्य क्या है इसलिए आप फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण करने के लिए एक न्यूनतम पट्टी चौड़ाई के रूप में जरूरत है इससे बड़ा होना चाहिए और इस न्यूनतम पट्टी चौड़ाई को 272 pi गुणा KIC जिसे सिग्मा ys पूरे वर्ग द्वारा विभाजित किया गया है तो यहां सारांश क्या है W न्यूनतम न्यूनतम पट्टी चौड़ाई है जिसके लिए अवशिष्ट प्रतिबल आरेख लागू है क्योंकि आखिरकार जब आप डिजाइन के लिए फ्रैक्चर यांत्रिकी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहते हैं तो मुझे इसकी आवश्यकता है पारिश्रमिक शक्ति आरेख प्राप्त करें एक बार जब आप इलास्टोप्लास्टिक विश्लेषण पर जाते हैं तो आपके पास विफलता मूल्यांकन आरेख होगा उन्हें FAD कहा जाता है रैखिक लचीला फ्रैक्चर यांत्रिकी के मामले में आपके पास एक पारिश्रमिक शक्ति आरेख होगा मुझे लगता है आप ग्राफ खींचने में सक्षम हैं और यह बहुत आसान है आपको अवधारणा की सराहना करनी होगी और आप पाएंगे कि एक न्यूनतम पट्टी चौड़ाई है जहाँ आपके पास केवल एक सीधी रेखा है और यही आदेश चलाता है इसलिए आपको अधिक लंबे पट्टी की जरूरत है एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो इस आरेख का निर्माण काफी सरल होता है प्रायोगिक सत्यापन अब हमें जो महत्वपूर्ण पहलू देखना है क्या यह उचित है देखें जब भी लोग किसी अनुभवजन्य दृष्टिकोण में लाते हैं तो आप इसे सही ठहरा सकते हैं वास्तविक परीक्षण करते हैं और देखें कि क्या आपके परीक्षा परिणाम इस नमूना का अनुसरण करते हैं जब तक यह अनुसरण करता है तब तक आप इसे इंजीनियरिंग विश्लेषण के रूप में स्वीकार करके खुश हैं और लोगों को यह मिल गया है और मेरे पास एल्यूमीनियम मिश्र धातु 2219 के लिए एक परिणाम है और मुझे लगता है आप X अक्ष खींचते हैं यह दरार की लंबाई देता है और आपके पास y अक्ष पर प्रतिबल का स्तर है ये बिंदु खींचे जाते हैं और आपके पास एक रेखा है उसी से गुजरता हुआ इस मिश्र धातु के लिए केआईसी 113 एमपीए रूट मीटर है और फेडर्सनFeddersen's के दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए आप विभिन्न पट्टी चौड़ाई के लिए स्पर्शरेखा बना सकते हैं और लोगों ने पाया है कि परीक्षण से कुछ आंकड़े भी प्रयोग में इन पंक्तियों के साथ मेल खा रहे हैं और यह ASTM की कृपा है तो यह औचित्य देता है इंजीनियरिंग विश्लेषण के लिए फेडरसनFeddersen's का दृष्टिकोण यथोचित स्वीकार्य है हम इसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं किसी तरह फ्रैक्चर यांत्रिकी में आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है आपको इसे कार्यक्षेत्र में लागू करने में सक्षम होना चाहिए तो आपको कुछ इंजीनियरिंग सन्निकटन करने की आवश्यकता है जो कि फेडरसनFeddersen's के विश्लेषण द्वारा खूबसूरती से किया गया है और यह फ्रैक्चर टफनेसपरीक्षण पर हमारी चर्चा के करीब लाता है अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं रूढ़िगत फ़ैटिग् डिजाइन अब हम दरार की शुरुआत और प्रत्याशित उम्र पर अध्याय में आगे बढ़ते हैं और इससे पहले कि हम चर्चा करें यह देखना अच्छा है कि रूढ़िगत फ़ैटिग् डिजाइन क्या है क्योंकि आप सभी जानते हैं कई संरचनाएं परिवर्ती भारण का अनुभव करती हैं बहुत कम संरचनाओं में मोनोटोनिक भारण होती है तो आपको परिवर्ती भार के कारण संरचना की प्रतिक्रिया को समायोजित करना होगा और सबसे सरल नमूना जो आप कर सकते थे वह यह है कि यह भार चक्रीय रूप से भिन्न होता है बाद में आप फूरियर श्रृंखला विश्लेषण में लाएंगे और जटिल भारण को व्यक्त करेंगे हार्मोनिक्स के अलावा और फिर स्थिति को संभालना और आप एक रूढ़िगत फ़ैटिग् डिजाइन में क्या करते हैं आप S N वक्र पर मदद लेंगे किसी दी गई पदार्थ के लिए S N वक्र की खोज करें उस से प्रत्याशित उम्र या पदार्थ की टिकाव सीमा के आधार पर एक डिज़ाइन भार या प्रतिबल का चयन करें इसी से आप आगे बढ़ते हैं और आपको ध्यान में रखना होगा आधुनिक शोध कहते हैं किसी भी पदार्थ के लिए टिकाव की सीमा जैसा कुछ नहीं है प्रतिबल चक्रीय प्रतिबल के कुछ मूल्य पर पदार्थ हमेशा विफल रहती है हो सकता है ऐसा करने में लंबा समय लग जाए यह आधुनिक समझ है लेकिन रूढ़िगत रूप से आप क्या करते हैं यदि आपके पास एक चक्रीय भारण है तो आप पदार्थ के लिए S N वक्र लेते हैं और अपनी आवश्यकता के आधार पर उचित रूप से आंकड़े का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और आपको यह ध्यान रखना होगा कि पदार्थ की टिकाव सीमा एक नियंत्रित फ़ैटिग् परीक्षण द्वारा निर्धारित की जाती है और आमतौर पर परीक्षण के परिणाम पूरी तरह से उलट घूर्णन झुकने वाले नमूने के लिए उपलब्ध हैं कोई आपको S N वक्र देता है चूक नमूना विन्यास पूरी तरह से उलट घूर्णन झुकने वाला नमूना है किसी अन्य स्थिति के लिए आपको उन परिणामों में उचित सुधार कारक लाने होंगे उन परिणामों को फ़ैटिग् साहित्य में अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है और बिंदु मैं यहां जोर देना चाहूंगा कि आप एक फ़ैटिग् परीक्षण में क्या करते हैं आपके पास चार संकेतिक झुकाव नमूना है आप भार लागू करते हैं और आप ध्यान दें जब नमूना टूट जाता है तो चक्रों की संख्या क्या है यही कारण है कि सर्किट आरेख भी डिजाइन किया गया है आप केवल ध्यान दे रहे हैं नीचे चक्रीय प्रतिबल के किस मूल्य पर और चक्रों की किस संख्या पर नमूना टूट जाता है आप निगरानी नहीं कर रहे हैं कि क्या होता है जब आपके पास दरार होती है दरार कैसे आगे बढ़ती है और इसी तरह और आगे इसके आधार पर आपने एक फ़ैटिग् परीक्षण से आंकड़े एकत्र किया है और एक विशिष्ट इस्पात के लिए प्रसिद्ध S N आरेख दिया गया है यह लॉग लॉग प्लॉट है जो दिया गया है और आपके पास आंकड़ों का फैलाव होगा किसी भी ठीक से आयोजित परीक्षण में बिखराव होगा एक फ्रैक्चर यांत्रिकी आधारित डिजाइन के लिए प्रश्नों का उत्तर और आप एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो किसी दिए गए दूसरे प्रतिबल S के लिए कम से कम प्रत्याशित उम्र N है और आप यह पता लगा सकते हैं कि टिकाव की सीमा क्या है और यह है कि आप रूढ़िगत फ़ैटिग् परीक्षण दृष्टिकोण में कैसे आगे बढ़े हैं फ़ैटिग् आधारित डिजाइन आप केवल यही करेंगे जिस क्षण मैं फ्रैक्चर यांत्रिकी में आता हूं मैं अधिक प्रश्न पूछने जा रहा हूं और आपको ध्यान रखना होगा दरार वृद्धि के प्रक्रिया में से एक फ़ैटिग् के द्वारा होती है दरार उपयोग से बढ़ती है इसलिए फ्रैक्चर यांत्रिकी परिदृश्य में अगर मेरे पास फ़ैटिग् दरार बढ़ती है तो मान लीजिए कि आपके पास एक एनडीटी विधि है जो दरार का पता लगाती है एक डिजाइनर के रूप में किसी को स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए क्या यह है कि आप सतर्क हो जाते हैं जब एक दरार देखा जाता है इसलिए नमूना को त्यागें संरचना को त्यागें या आप सुधारात्मक उपाय करें और यह वैज्ञानिक सलाह पर आधारित होना चाहिए आपके पास एक यादृच्छिक निर्णय नहीं हो सकता है जिन सवालों का जवाब दिया जाना है क्या यह किसी भाग या मशीन को संचालित करने के लिए सुरक्षित है यदि सुरक्षित है तो कब तक क्या दरार की वृद्धि की निगरानी करना संभव है ताकि कोई भी इस भाग को त्याग दे या आपातपूर्ण विफलता होने से पहले मशीन को रोक सके इन सवालों से संबंधित कुछ हमने पहले पूछा है फ्रैक्चर यांत्रिकी पाठ्यक्रम में क्या मदद करनी चाहिए वो सवाल हम फिर से पूछ रहे हैं और आपको ध्यान रखना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं विशेष रूप से यदि आप एक समतल को देखते हैं तो हर प्रस्थान और भूमि पर उतरते वक्त को एक चक्र माना जाता है लंबी उड़ान में ज्यादा कुछ नहीं होता लेकिन प्रस्थान और भूमि पर उतरते वक्त बहुत महत्वपूर्ण हैं हर प्रस्थान और भूमि पर उतरने के बाद आप जानते हैं आपके पास समतल के कुछ पहलुओं का निरीक्षण करने और निरीक्षण करने के लिए इंजीनियर होंगे और उड़ान के इतने घंटों के बाद उनके पास एक अनुसूची है कि किन भागों को देखना है तो आपने एक अनुसूची विकसित किया है इसलिए यदि आपको एक अनुसूची विकसित करना है जो आपको यात्रियों के साथ साथ संरचना के लिए भी सुरक्षा प्रदान करने वाला है तो आपके पास एक वैज्ञानिक आधार होना चाहिए और इन अनुसूची को तय करना होगा एक फ़ैटिग् परीक्षा परिणाम निश्चित रूप से इन सवालों के जवाब देने के लिए उपयुक्त नहीं है तो आपको निश्चित रूप से अतिरिक्त परीक्षणों के लिए जाने की जरूरत है अतिरिक्त आंकड़े एकत्र करें एक बार जब आप आंकड़े एकत्र करते हैं तो आप इसके साथ क्या करते हैं क्योंकि आंकड़े को एक रूप में प्रस्तुत किया जाना है ताकि आप इसका उपयोग कर सकें आंकड़े प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की सरलता होनी चाहिए यही आप अगली कक्षा में देखेंगे हम देखेंगे कि इस आंकड़े के उपयोग में पेरिस का क्या योगदान है हम यह भी देखेंगे कि दरार वृद्धि वक्र के रूप में क्या जाना जाता है और एकत्र किए गए स्वैच्छिक आंकड़े का उपयोग किया जाना चाहिए और आपके लिए इसे ठीक से प्रस्तुत करना होगा तो इस वर्ग में हम अनिवार्य रूप से समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं हमने जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला वह था आपको एक फ़ैटिग् दरार की आवश्यकता नहीं है यहां तक कि एक आरे की चोट का काट भी करेगी यह आपको किसी भी आकार के आरे में लेने के लिए अनुमति नहीं देगा इस पर प्रतिबंध है कि मूल त्रिज्या क्या होनी चाहिए तो यह तय करता है कि आपका आरा कितना ठीक होना चाहिए हमेशा आपके पास एक स्थिर फ्रैक्चर होना चाहिए जिसके बाद अस्थिर फ्रैक्चर होता है और लोग इस समतल प्रतिबल फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण का वीडियो प्रमाण बनाते हैं इसलिए यदि कोई स्थिर फ्रैक्चर नहीं है तो वे परीक्षण को छोड़ देंगे और हमने देखा है पट्टी की चौड़ाई भी एक भूमिका निभाती है और इस परीक्षण के परिणाम में से एक फेडरसन द्वारा अनुशंसित अवशिष्ट ताकत आरेख है और हमने यह भी चर्चा की है कि एक प्रत्यक्ष फ्रैक्चर टफनेस क्या है और हमने फेडर्सन द्वारा इंजीनियरिंग विश्लेषण के प्रयोगात्मक औचित्य पर भी ध्यान दिया है और अंत में हमने देखा था कि रूढ़िगत फ़ैटिग् आधारित डिजाइन में क्या बुनियादी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और एक फ्रैक्चर यांत्रिकी आधारित डिजाइन में हमें किस तरह के सवालों के जवाब देने की आवश्यकता है इसकी आवश्यकता होगी अतिरिक्त आंकड़े संग्रह की और इस आंकड़े को एक उपयोगी बनावट मैं प्रस्तुत करके इस्तेमाल करने की ये सब हम अगली कक्षा में देखेंगे धन्यवाद